तो दूसरा मॉड्यूल चिनाई की जांच करना शुरू कर देता है विशेष रूप से इसके घटकों को और यह समझता है कि घटक के गुणधर्म एक संरचनात्मक टाइपोलॉजी के रूप में चिनाई के समग्र शक्ति और प्रदर्शन में योगदान करते हैं इसलिए हम चिनाई के घटकों के विशिष्ट पहलुओं इंजीनियरिंग गुणों की जांच करेंगे और फिर समझें जब आप एक संयोजन को देखते हैं जो चिनाई इकाई है और मोर्टार को एक साथ रखा जाता है एक साथ बंधुआ होता है विभिन्न क्रियाओं संपीड़न झुकने के तहत प्रभावित एक प्रणाली का इस तरह का व्यवहार कैसा है तो flexural संपीड़न flexural तनाव कतरनी और कतरनी और संपीड़न का एक संयोजन इसलिए यह खंड मूल रूप से यह समझने की कोशिश करता है कि घटक चिनाई के समग्र यांत्रिक व्यवहार को कैसे निर्धारित करते हैं हम पिछले सप्ताह से विभिन्न प्रकार के घटकों की जांच कर रहे हैं आपके पास इस स्लाइड पर एक संक्षिप्त सारांश है हम विभिन्न प्रकार की इकाइयों के बारे में बात कर रहे हैं जो संभव है आप मिट्टी की इकाइयों को निकाल सकते हैं आपके पास ठोस इकाइयां हो सकती हैं और ये वे हैं जो व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं जहां तक संरचनात्मक चिनाई का संबंध है बेशक आपके पास अन्य प्रकार हैं और सूची संपूर्ण नहीं है अन्य प्रकार की चिनाई वाली इकाइयाँ आपके पास पत्थर की चिनाई इकाइयाँ हो सकती हैं आपके पास सूरज के सूखे स्थिर पृथ्वी ब्लॉक हो सकते हैं एक पूरा स्पेक्ट्रम है और हमने उनमें से कुछ को पहले की कक्षाओं में देखा है इसलिए जहां तक इस पाठ्यक्रम में चिनाई के डिजाइन का संबंध है हम आग मिट्टी की ईंटों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेंगे खोखले या ठोस और ठोस ब्लॉक आमतौर पर खोखले कंक्रीट ब्लॉक उनमें सुदृढीकरण की शुरुआत करने की संभावना के साथ बेशक आपको एक बांधने की मशीन की आवश्यकता है आपको मोर्टार की आवश्यकता है क्योंकि बिस्तर संयुक्त मोर्टार है जिसका हम उल्लेख कर रहे हैं हम मोर्टार को एक रेंडर तत्व के रूप में नहीं देख रहे हैं जो प्लास्टर है लेकिन इससे भी अधिक एक ऐसी सामग्री के रूप में जिसका उपयोग बिस्तर के रूप में किया जाता है संयुक्त मोर्टार या सिर संयुक्त मोर्टार तो यहाँ यह रेत एक बांधने की मशीन का एक संयोजन है जैसा कि मैंने कहा है कि चूना अतीत में इस्तेमाल किया गया है लेकिन हमारा ध्यान मुख्य रूप से बांधने की मशीन के रूप में सीमेंट पर है और निश्चित रूप से रेत सीमेंट और पानी मिलकर आपको सीमेंट मोर्टार देता है जो एक और संरचनात्मक सामग्री है जो चिनाई की रचना में जाती है और फिर आपके पास दो अन्य तत्व हैं जो विशेष रूप से पेश किए जाते हैं जब आप सीमित चिनाई या प्रबलित चिनाई के साथ काम कर रहे हैं जो कि सुदृढीकरण ही है और हमने देखा है कि आपके पास ऊर्ध्वाधर सुदृढीकरण हो सकता है आप एक क्षैतिज सुदृढीकरण कर सकते हैं आपके पास दो हो सकते हैं अलगाव या आप दोनों एक साथ हो सकते हैं तो सुदृढीकरण स्वयं और सुदृढीकरण के गुणों को जानने की आवश्यकता है लेकिन जब आपके पास सुदृढीकरण होता है तो आपको सुदृढीकरण के लिए सुरक्षा की आवश्यकता होती है और आपको सुदृढीकरण से संरचनात्मक चिनाई के लिए कतरनी हस्तांतरण की एक विधि की आवश्यकता होती है और इसलिए यह आमतौर पर ग्राउट grouts में एम्बेडेड होता है जो स्टील के सुदृढीकरण को आवश्यक जंग संरक्षण प्रदान करता है तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि ग्राउट की संपत्ति क्या है और अब आपके पास ग्राउट है जो एक सामग्री है जिसके भीतर सुदृढीकरण बैठा है और फिर आपके पास ईंट ईंट इकाई या कंक्रीट इकाई के साथ मोर्टार है जो एक अन्य सामग्री है तो यह वास्तव में चिनाई इकाई और मोर्टार की एक असेंबली है स्टील सुदृढीकरण और ग्राउट जो चिनाई के रूप में तीन अलग अलग सामग्री हैं क्योंकि एक संरचनात्मक सामग्री का संबंध है ठीक है बहुत संक्षेप में विनिर्माण प्रक्रिया की जांच करना उपयोगी है यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें बहुत अधिक संख्या में लोग कार्यरत हैं यह एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जो बहुत अच्छी तरह से संगठित है विशेष रूप से हमारे देश में लेकिन हम बहुत कम पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हमें यह अनुमान दे सकते हैं कि संरचनात्मक के उपयोग में ताकत और स्थायित्व कैसे प्रभावित हो सकता है एक संरचनात्मक सामग्री के रूप में चिनाई का उपयोग तो कच्चे माल जैसा कि आप जानते हैं मिट्टी वह सामग्री है जो मिट्टी की ईंट इकाइयों की रचना करेगी बहुत बार हम सतह के क्ले का उपयोग करते हैं अब आग रोक प्रयोजनों के लिए जो नियमित रूप से भवनों के निर्माण के लिए मिट्टी की ईंटों का उपयोग होता है लेकिन जब आप भट्टियों के भीतर इन सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं तो उत्कृष्ट आग रोक गुणों के कारण आप भट्टियों के लिए अस्तर के रूप में भी भट्टियों के लिए मिट्टी की ईंटों का उपयोग करते हैं और इसके लिए आपको मूल रूप से मिट्टी बनाने की आवश्यकता होती है जो कम अशुद्धियों के साथ गहरी जमा से आती है बहुत बार सतह की मिट्टी में अशुद्धियों का एक बड़ा अनुपात होता है जबकि आग रोक प्रयोजनों के लिए आप फायर क्ले का उपयोग करते हैं और वे आम तौर पर गहराई से खनन होते हैं रासायनिक संरचना यह मिट्टी है यह मिट्टी से ली गई है तो यह मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना यौगिकों से बना होता है आपके पास ऑक्साइड विभिन्न धातु ऑक्साइड का भी महत्वपूर्ण वितरण होता है लेकिन इन्हें अशुद्धियों के रूप में देखा जाता है और आप जानते हैं कि जब आपके पास इन अशुद्धियाँ होती हैं तो ये अशुद्धियाँ आम तौर पर प्रवाह के रूप में कार्य करती हैं इसलिए जब फायरिंग की प्रक्रिया हो रही है जब मिट्टी की ईंटों को निकाल दिया जा रहा है तो इन धातु ऑक्साइड की उपस्थिति एक प्रवाह के रूप में उपयोगी है और एक मजबूत अंतिम उत्पाद बनाने में मदद करती है और निश्चित रूप से इन अशुद्धियों के अनुपात के आधार पर रंग ईंट भी अलग अलग हो सकती है लेकिन आम तौर पर हम कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम के ऑक्साइड रूपों में अशुद्धियों के रूप में बात कर रहे हैं विनिर्माण प्रक्रियाएं विभिन्न निर्माण प्रक्रियाएं होती हैं लेकिन आमतौर पर प्रक्रियाएं मिट्टी की सामग्री मिट्टी में मौजूद नमी सामग्री में भिन्न होती हैं उन्हें मोटे तौर पर उन प्रक्रियाओं में वर्गीकृत किया जाता है जो मिट्टी में मौजूद नमी की मात्रा को पहचानते हैं क्योंकि आप इसे फायरिंग प्रक्रिया के लिए तैयार करते हैं इन मिट्टी की चिनाई इकाइयों को बनाने के लिए जहां तक वर्कफ़्लो है आपको मिट्टी को पीसने की ज़रूरत है आपको कच्चे माल को पीसने की ज़रूरत है आप इसे करने के लिए एक पगमिल के माध्यम से लेते हैं आमतौर पर यह मिट्टी का एक भी स्रोत नहीं है जिसका उपयोग किया जाता है इसमें मिट्टी को मिलाने की प्रवृत्ति होती है तो आपके पास अलग अलग स्रोत हैं और फिर आप इसे एक अच्छा अनुपात और अच्छे आउटपुट प्राप्त करने के लिए मिलाते हैं तो आपके पास एक मिक्सर है जो इन मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाता है और फिर एक बार जब यह पानी के साथ मिश्रण में बन जाता है तो इसे एक रूप देना होगा और एक्सट्रूज़न एक विधि है दूसरी विधि मोल्डिंग है तो आपके पास ये एक्सट्रूडर हैं जो स्ट्रिप्स बनाएंगे क्योंकि मिट्टी बाहर आती है या आप उन्हें ढालना और उन्हें आग लगाते हैं इसलिए जब वे एक एक्सट्रूडर से बाहर आते हैं तो आप या तो उन्हें काटते हैं और वायर कट ईंटों के रूप में उपयोग करते हैं या आप इन ईंटों को आग लगाते हैं और जब आप इन ईंटों को आग लगाते हैं तो विशिष्ट फायरिंग तापमान 900 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 1200 1300 सेंटीग्रेड तक होता है इसलिए जैसा कि मैंने कहा पानी के साथ मिट्टी में नमी की मात्रा के आधार पर पानी के साथ आपकी अलग अलग प्रक्रियाएँ होती हैं कठोर कीचड़ प्रक्रिया जैसा कि आप देख सकते हैं शब्द कठोर का अर्थ है कि नमी की मात्रा नीचे की तरफ है कड़ी कीचड़ प्रक्रिया आमतौर पर ईंटों के निर्माण के लिए एक्सट्रूज़न विधि का उपयोग करती है नमी सामग्री आमतौर पर सामग्री के सूखे वजन के 12 से 15 प्रतिशत के क्रम में होती है तो यह एक निर्वात कक्ष में ले जाया जाता है और निश्चित रूप से मिट्टी की सानना प्रक्रिया प्रवेशित हवा का परिचय देती है यह फंसी हुई हवा को हटा दिया जाता है यही वह ईंट इकाइयों में छिद्रों के निर्माण में भी मदद करता है और फिर इन्हें एक आयताकार डाई में डाल दिया जाता है और उच्च दबाव में सामग्री को सघन किया जाता है और यदि आवश्यक हो वहाँ वेध बनाया है या आपके पास है यदि आप विभाजन बनाना चाहते हैं विशेष रूप से जब आपके पास खोखले मिट्टी की ईंटें हों तो आपके पास पुल हो सकते हैं जो ब्लॉकों में विभाजन बना सकते हैं और इसी तरह तो वह सब जो स्वयं मरने के भीतर किया जाता है ये तब कटा हुआ होता है और एक बार आपके पास आवश्यक मोटे या विभाजनों के साथ एक्सट्रूडेड गीली मिट्टी होती है तो यह स्वयं फायरिंग प्रक्रिया के लिए तैयार होता है हां आपका प्रश्न यह है कि क्या यह प्रक्रिया है जो आमतौर पर एक औद्योगिक सेटअप के भीतर या असंगठित क्षेत्र में अपनाई जाती है इस तरह की एक प्रक्रिया जहां आपके पास ईंटों को बनाने और फिर उन्हें काटने की प्रक्रिया के रूप में एक्सट्रूज़न होता है वायर कट ईंटें आमतौर पर औद्योगीकृत होती हैं असंगठित क्षेत्र में साँचे और ईंटों का उपयोग होता है इसलिए यह असंगठित क्षेत्र के बजाय एक औद्योगिक सेटअप के भीतर अधिक होगा नरम कीचड़ प्रक्रिया फिर से संदर्भ के साथ मौजूद नमी सामग्री के लिए है तो सामग्री के शुष्क भार के संबंध में लगभग 20 से 30 प्रतिशत नमी सामग्री के साथ आप बाहर निकालना प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक नरम मिट्टी है और अगर आप बाहर निकलने की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं तो यह ख़राब हो सकता है और इसलिए ईंटों को दबाया जाता है जब आप ईंटों में नमी के इस स्तर का उपयोग करते हैं और यह वह जगह है जहाँ हम ढाला की बात कर रहे हैं इन्हें हाथ से ढाला जाता है मिट्टी को एक सांचे में पैक किया जाता है और फिर आपको ईंट मिलती है जो धूप में सूखने के लिए तैयार होती है और फिर फायरिंग होती है तो यह आम तौर पर वह है जो असंगठित क्षेत्र खुद ईंटों को तैयार करने के लिए उपयोग करेगा उन स्थितियों में जहां नमी की मात्रा दो पिछली प्रक्रियाओं की तुलना में बहुत कम है विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां पानी की उपलब्धता की समस्या है आपके पास ऐसी प्रक्रियाएं हो सकती हैं जिन्हें ड्राई प्रेस प्रक्रियाओं के रूप में जाना जाता है और ये बहुत कड़ी मिट्टी हैं और यहां हम नमी के रूप में सामग्री के शुष्क वजन के 10 प्रतिशत से कम की बात कर रहे हैं और इसलिए ये दो प्रक्रियाएं जैसा कि हम जिस पहले को देख रहे थे उसके विपरीत पहले वाला एक्सट्रूज़न की प्रक्रिया का उपयोग करता है ईंटों को बाहर निकाला जाता है और काटा जाता है तो आपको वायर कट ईंटें मिलती हैं जबकि ये दो प्रक्रियाएं ऐसी प्रक्रियाएं हैं जहां आपको ईंटों को ढालना पड़ता है तो ये नए नए साँचे के उपयोग पर आधारित हैं और वे वास्तव में ईंटों को दबाए हुए हैं इस प्रकार हमने इस प्रकार की ईंट को देखा जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं मेंढक के साथ एक जिसे उभरा जा सकता है जैसा कि आप इसे स्वयं मोल्ड के साथ बनाते हैं वायर कट ईंटें आमतौर पर इस तरह के से रहित होती हैं तो फिर से आप देखते हैं कि यह मिट्टी में नमी की मात्रा है जो ईंट के निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित करता है तो एक बार तीनों मामलों में एक बार ईंट तैयार हो जाने के बाद गीली ईंट तैयार हो जाती है आप जाकर ईंट को जला देते हैं और फायरिंग चरण में और यह वही है जो चिनाई ईंट की चिनाई करने के लिए ताकत देता है फायरिंग प्रक्रिया इसे ओवन में डालने से पहले आप इसे सूखने दें और यह सूरज सूख गया है इसलिए यह मौजूद नमी को खो देता है तो इस अतिरिक्त नमी को वास्तव में मिट्टी को छोड़ने की जरूरत है अन्यथा यदि आप इसे ओवन में डालते हैं जो भाप बनने जा रहा है और ईंट की ताकत में आप के लिए समस्याएं पैदा करता है तो यह सूरज सूखा है और फिर आप इसे भट्ठे पर ले जाते हैं और जैसा कि मैंने कहा हम 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की बात कर रहे हैं और हां विभिन्न प्रकार के क्ले के आधार पर तापमान को 900 डिग्री से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच नियंत्रित किया जाता है हालाँकि सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब आप मिट्टी को इस क्रम के तापमान पर ले जाते हैं तो यह विट्रिफिकेशन नामक प्रक्रिया से गुजरता है ठीक है और यह विट्रिफिकेशन की प्रक्रिया है यह एक सिरेमिक फ्यूजन प्रक्रिया है यह वह है जो चिनाई को ताकत और स्थायित्व प्रदान करती है अब विट्रीफिकेशन शब्द इन विट्रो से आया है जो ग्लास है जिसका अर्थ है कि सिलिका की उपस्थिति और धातु ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण सिलिका यौगिकों की एक संलयन प्रक्रिया होती है और यह ग्लास के गठन की तरह है और यह वास्तव में क्या देता है मिट्टी की ईंटों को ताकत अब यदि विट्रिफिकेशन प्रक्रिया समान रूप से नहीं हो रही है तो आपके पास खराब गुणवत्ता वाली ईंटें हो सकती हैं ईंटें हो सकती हैं जो बहुत भंगुर होती हैं या गैर समान ताकत होती हैं और यही कारण है कि ईंटों की वर्दी फायरिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है क्या आपने ईंटें देखी हैं जिनमें एक समान रंग नहीं है एक तरफ काला और दूसरी तरफ भूरा भूरा है यह गैर वर्दी फायरिंग के कारण बस है और इसलिए यह सुनिश्चित करने की पूरी प्रक्रिया कि भट्ठा के भीतर सभी ईंटें एक ही श्रेणी के तापमान के संपर्क में हैं उसी समय के लिए प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है विशेष रूप से जब आपके पास भट्टे होते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में भट्टे और भट्टे जो पूरी तरह से औद्योगिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होते हैं आपके पास फायरिंग होती है जो बहुत ही अनौपचारिक तरीके से की जाती है और फायरिंग प्रक्रिया के दौरान हवा यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है कि ईंटों का हिस्सा ठीक से निकाल दिया जाता है भाग आवश्यक से अधिक निकाल दिया जाता है और भाग आवश्यकता से कम हो जाता है इसलिए परिवर्तनशीलता एक प्रकार की मिट्टी से आती है जिसका उपयोग किया जा रहा है फायरिंग प्रक्रिया से दो तो यह न केवल ताकत की समस्या है बल्कि यह स्थायित्व की भी समस्या है क्योंकि अगर फायरिंग पर्याप्त नहीं है तो जल अवशोषण गुण प्रभावित होते हैं एक बार फायरिंग पूरी हो जाने के बाद आप इसे तुरंत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ये भट्टी से बाहर आ रहे हैं इन्हें प्राकृतिक रूप से ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है वे स्वाभाविक रूप से ठंडा होने के लिए छोड़ दिए जाते हैं वे भट्टे से बाहर निकलते हैं और सूखी हुई अवस्था में होते हैं जिसका मतलब है कि उसमें कोई नमी नहीं बची है यह एक साथ घंटों के लिए भट्टी के अंदर है यह अब सूखी हड्डी से बाहर आता है लेकिन वातावरण में नमी है तो ईंटें वातावरण से नमी को अवशोषित करना शुरू कर देती हैं इसलिए आपको ईंट को ऐसा करने देना चाहिए यदि आप तुरंत उस ईंट का उपयोग करते हैं जिसके निर्माण में आपको समस्या हो रही है इसलिए इस घटना को नमी विस्तार के रूप में जाना जाता है कि जब आप इसे वातावरण में नमी के लिए उजागर करते हैं तो यह नमी को अवशोषित करेगा और एक निश्चित सीमा तक विस्तारित होगा तो नमी का विस्तार एक आवश्यक घटना है और आपको इसके घटित होने के लिए समय देना होगा ठीक है अब चिनाई के गुणों के संदर्भ में हम कुछ गुणों की जांच करने जा रहे हैं लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि समग्र रूप विशेष रूप से समग्र रूप और आयामी सहिष्णुता जैसे पहलू अच्छी गुणवत्ता के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं जब हम आयामी सहनशीलता के बारे में बात करते हैं अगर ये ईंटें पूरी तरह से औद्योगिक प्रक्रिया से निकल रही हैं तो आप उत्पाद के लिए एक निश्चित एकरूपता की उम्मीद कर सकते हैं लेकिन अगर ये हस्तनिर्मित मोल्डिंग प्रक्रियाओं से आ रहे हैं तो आप इस मोल्डिंग प्रक्रिया के उत्पादों के बीच महत्वपूर्ण अंतर रखेंगे और ऐसी सीमाएं हैं जो कोड आमतौर पर एक ईंट से दूसरे में बहुत भिन्नता की अनुमति देती हैं इसलिए यदि आप ईंटों से छेड़छाड़ करते हैं तो आयामी सहिष्णुता महत्वपूर्ण है अगर ईंटों के आकार में महत्वपूर्ण अंतर है तो आप विभिन्न स्थानों पर मोर्टार की अलग अलग मात्रा का उपयोग करने जा रहे हैं जो अच्छा नहीं है क्योंकि मोर्टार कमजोर अधिक चिनाई वाली है होना और वह एकरूपता खो जाती है बेशक अभिरुचि की इंजीनियरिंग संपत्तियों में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से लेकर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ फ्लेक्सुरल टेंसिल स्ट्रेंथ मॉडुलस इलास्टिकिटी मेसनरी की डिफॉर्मेबिलिटी की खूबियां शामिल हैं और अन्य पहलू जो स्थायित्व को प्रभावित करते हैं ईंट में नमी की तरह जल अवशोषण गुण मात्रा में परिवर्तन प्रवाह अन्य स्थायित्व पहलुओं उदाहरण के लिए घर्षण प्रतिरोध यदि आप इसे फ़र्श अग्नि प्रतिरोध और ध्वनिक गुणों के लिए उपयोग कर रहे हैं इसलिए हम यह समझने के लिए उनमें से कुछ की जांच करेंगे कि इकाई चिनाई की ताकत में कैसे योगदान करती है माना जाने वाला मौलिक पहलू ज्यामिति की भूमिका है इसलिए यहां हमने जांच की है कि इकाई एक ठोस इकाई हो सकती है यह कुछ कोर के साथ एक इकाई हो सकती है इन्हें कोरड यूनिट कहा जाता है कुछ मात्रा में छिद्र और यह खोखला ईंट निर्माण हो सकता है यह इकाई के रूप में खोखली ईंट हो सकती है जहां तक आपके द्वारा बनाए जा रहे दीवार के संरचनात्मक यांत्रिकी का संबंध है यह कैसे भिन्न होगा रिभाषा के अनुसार यदि इकाई में 75 प्रतिशत से अधिक ठोस क्रॉस सेक्शन है जो कि आपके द्वारा बनाए जा रहे छिद्र हैं जो 25 प्रतिशत या उससे कम हैं तो आप उन्हें आमतौर पर ठोस इकाइयों के रूप में संदर्भित करते हैं जो विरोधाभास की तरह लग सकता है ठोस इकाई एक ठोस इकाई है सौ प्रतिशत ठोस ऐसा क्यों है कि मैं एक ऐसी इकाई को बुला रहा हूं जिसके पास ठोस इकाई के रूप में 25 प्रतिशत रिक्तियों हैं इसके पीछे के औचित्य की जांच करना दिलचस्प है और पीछे का तर्क सीधे नहीं आता है यदि आप क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र को देखते थे इसलिए यदि आप जांच करना चाहते हैं तो हम छिद्रित इकाइयों को लेते हैं ये छिद्रित इकाइयाँ यदि voids का प्रतिशत 25 प्रतिशत से कम है तो भी मैं इसे ठोस इकाई के रूप में वर्गीकृत करूँगा और अगर मुझे एक ठोस इकाई के रूप में वर्गीकृत करना है तो आपके पास एक निश्चित तरीका है जिसमें आप अपनी गणना करेंगे जहां तक क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र संरचनात्मक डिजाइन के लिए चिंतित है इसलिए उस ईंट को लें जिसे हम देख रहे हैं यह एक छिद्रित इकाई है और आप देख सकते हैं कि यह सही है इसलिए यदि आपको क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र को देखना है और शुद्ध क्षेत्र को सकल क्षेत्र की जांच करना है तो इस मामले में यह 80 प्रतिशत के क्रम का होगा इसलिए यह लगभग 80 प्रतिशत ठोस है तो प्रतिशत ठोस को शुद्ध क्षेत्र के सकल क्षेत्र के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है अब यह कहां प्रभावित करेगा संपीड़न के तहत तनाव अलग अलग होंगे क्योंकि शुद्ध क्षेत्र सकल क्षेत्र की तुलना में कम है और 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत अंतर है यह उचित नहीं है आप मुझसे सहमत होंगे हालांकि यदि आप झुकने वाले गुणों की जांच करने वाले थे यदि आप एक ईंट इकाई के इस प्रकार के झुकने वाले गुणों की जांच करने वाले थे अगर मैं झुके हुए संपत्ति को परिभाषित करने वाले ज्यामितीय पैरामीटर के रूप में क्षेत्र के दूसरे क्षण की जांच करने के लिए था तो यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यह इकाई जिसमें लगभग 25 प्रतिशत शून्य है एक ठोस इकाई से बहुत अलग नहीं है इसलिए यदि किसी क्षेत्र के दूसरे क्षण की जांच करने का एक तरीका है और आप नेट सेक्शन को ग्रॉस सेक्शन में ले जाते हैं तो आप नेट सेक्शन के एरिया के दूसरे मोमेंट की गणना कर सकते हैं ग्रॉस सेक्शन के एरिया का दूसरा मोमेंट अनुपात 100 के करीब है जिसका अर्थ है कि ये इकाइयां वास्तव में बहुत समान हैं क्योंकि ज्यामिति तुलनीय होने के कारण समग्र ज्यामिति एक ठोस इकाई की तुलना में है तो यह इस तर्क के साथ है कि यदि voids 25 प्रतिशत से कम हैं तो भी आप उन्हें ठोस इकाइयों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र के लिए आप संपीड़न संपीड़ित तनाव के लिए शुद्ध क्षेत्र का उपयोग करेंगे लेकिन झुकने के लिए आपके पास शाब्दिक रूप से ज्यामिति के लिए खाते में कोई बदलाव नहीं है तो यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे किसी को याद रखना चाहिए हालाँकि जब आप खोखले ब्लॉकों के साथ काम कर रहे होते हैं तो यह महत्वपूर्ण रूप से बदल जाता है और आपको यह पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि आपका वॉल क्रॉस सेक्शन कितना भरा है आपका क्रॉस सेक्शन कितना अधूरा छोड़ दिया गया है ठीक है इकाई की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमें क्या बताती है यह स्वयं चिनाई की संकुचित शक्ति को कैसे प्रभावित करता है चिनाई निर्माण की स्थायित्व चिनाई निर्माण की गतिशीलता पहलुओं और इकाई की समग्र शक्ति इस पैरामीटर से जुड़ी हुई है संपीड़ित ताकत इसलिए यदि आप इकाई की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को मापते हैं या यदि आप यूनिट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को जानते हैं तो यह है कि एक पैरामीटर जो कि सामग्री के अन्य सभी गुणों से जुड़ा हुआ है यह बेहतर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए इसकी ड्यूरेबिलिटी से जुड़ा हुआ है बेहतर ड्यूरेबिलिटी बेहतर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी सर्विसिबिलिटी कंडीशन के दौरान बेहतर परफॉर्म करेगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेहतर है बेहतर है ओवरऑल स्ट्रेंथ यानी आपके टेंशन की ताकत बढ़ जाएगी आपकी लचीली तनाव शक्ति अधिक होगी इकाइयों की कतरनी शक्ति अधिक होगी तो एक पैरामीटर जिसे आसानी से हर गुणवत्ता से सहसंबद्ध किया जा सकता है वह है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यह ध्यान रखें कि दोनों इकाई स्तर और चिनाई विधानसभा के स्तर पर हैं और यह महत्वपूर्ण जानकारी है मुख्य रूप से क्योंकि जब आप मौजूदा इमारतों का आकलन करते हैं अगर आपको यह एक जानकारी मिल सकती है तो आपको मौजूदा इमारत के लिए कोई जानकारी नहीं होने से बेहतर रखा गया है हम वापस आएंगे और उस बिंदु पर फिर से विचार करेंगे हालाँकि इकाई की संक्षिप्त शक्ति एक महत्वपूर्ण पहलू है आप इकाई की संपीड़ित शक्ति का परीक्षण कैसे करते हैं इसका परीक्षण फ्लैट वार किया जाता है अब फ्लैट वार क्या है यह उस तरह से है जैसे ईंट वास्तव में निर्माण में उपयोग किया जाता है फ्लैट इसलिए सबसे बड़ी सतह का सामना करना पड़ रहा है इसलिए आप इसे फ्लैट वार परीक्षण करते हैं हालाँकि सावधानी का एक शब्द यदि डिज़ाइन द्वारा आप ईंटों को किनारे पर रखने जा रहे हैं तो आप ईंटों की सपाट बुद्धिमान शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो आपको वसीयतनामा करना होगा आपको ईंट इकाई की संपीड़ित ताकत का अनुमान लगाना होगा हालांकि यह फ्लैट वार ताकत से काफी अलग नहीं हो सकता है यह आवश्यक है कि यदि आप कर रहे हैं यदि आप जानते हैं कि आप निर्माण में ईंटों का उपयोग फ्लैट वार का उपयोग कर रहे हैं तो कम्प्रेसिव ताकत का उपयोग फ्लैट वार को परिभाषित करता है यदि आप किनारे पर या अंत में ईंटों का उपयोग कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से उस प्रारूप में संक्षिप्त शक्ति का अनुमान लगाएंगे और वास्तव में अंत संयम का सवाल निश्चित रूप से चिंता का कारण है और अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण निकाय है जिस पर ध्यान दिया गया है अंत संयमों के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं लेकिन यह एक ऐसी चीज है जिससे आपको निपटना होगा क्योंकि आप जानते हैं कि अंत संयम क्योंकि ऊंचाई के साथ संरचनात्मक सामग्री के लिए लोडिंग सिर की निकटता एक समस्या है हालांकि इस पर किए गए शोध से पता चला है कि आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैपिंग के प्रकार के आधार पर यह अगले बिंदु है कैपिंग सामग्री के प्रकार के आधार पर जो ईंट इकाई के ऊपर और नीचे उपयोग किया जाता है जब आप इसे फ्लैट परीक्षण कर रहे होते हैं तो आप स्वयं को जब्त करने अंत करने के कारण प्रभाव के विभिन्न आदेश दे सकते हैं लेकिन आप इसे दूर नहीं कर सकते इसलिए जब आप इन ईंटों को एक सार्वभौमिक परीक्षण मशीन में फ्लैट वार परीक्षण करेंगे यदि आप एक मध्यवर्ती सामग्री का उपयोग नहीं करते हैं तो आपके पास ईंट सामग्री पर सीधे प्लेटिन के सिर स्टीलहेड का सीधा संपर्क होगा तो यह अंतिम भार जो पार्श्व लोड पर होता है को एक सीमित प्रभाव पैदा कर सकता है जिस पर कुचलने से विफलता वास्तव में ईंट इकाई में हो रही है इसलिए प्लैटिन को सीमित करने के इस प्रभाव की जांच की गई है और आप देख सकते हैं कि किस तरह का निष्कर्ष निकाला गया है आप या तो हार्ड कैपिंग का उपयोग कर सकते हैं या आप सॉफ्ट कैपिंग का उपयोग कर सकते हैं अब जिस कारण से हम कैपिंग का उपयोग करते हैं वह ईंट की सतह है ऊपर या नीचे जरूरी नहीं कि पूरी तरह से सपाट हो यह महत्वपूर्ण है कि यह सपाट है लेकिन निर्माण प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ऊपरी और निचले सतह में undulations हो सकते हैं तो एक ऐसी सामग्री का उपयोग करें जो स्टील प्लेट से लोड का एकसमान हस्तांतरण सुनिश्चित करता है जो ईंट इकाई में ही होता है आप हार्ड कैपिंग का उपयोग कर सकते हैं या आप सॉफ्ट कैपिंग के लिए जा सकते हैं हम सीमेंट प्लास्टर सीमेंट मोर्टार या सल्फर का उपयोग करते हैं पिघला हुआ सल्फर आज बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है या आप जिप्सम प्लास्टर का उपयोग करते हैं आप इसे सख्त करने के लिए इंतजार करते हैं और फिर इसका परीक्षण करते हैं लेकिन आप प्लाईवुड की तरह नरम कैपिंग का भी उपयोग कर सकते हैं और आप हार्ड कैपिंग बनाम हार्ड कैपिंग के उपयोग के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर देखते हैं तो यह आंकड़ा आपको विभिन्न आकारों की इकाइयों के लिए दिखाता है आप देख सकते हैं कि यह 150 मिमी 200 मिमी और 200 मिमी इकाई है विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ जब आप एक सॉफ्ट कैपिंग का उपयोग करते हैं तो हार्ड कैपिंग सॉफ्ट कैपिंग लगातार देता है आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कम करते हैं एक हार्ड कैपिंग वास्तव में सामग्री की वास्तविक ताकत के साथ हस्तक्षेप कर सकती है और संपीड़ित ताकत बढ़ाने में योगदान दे सकती है या अंत प्लैटन के सीमित प्रभाव में अधिक योगदान दे सकती है तो प्लाईवुड का यह उपयोग एक ऐसी चीज है जिसे आमतौर पर अपनाया जाता है लेकिन यदि आपके पास अवांछनीयता है तो आप एक नरम सामग्री का उपयोग करते हैं जिप्सम प्लास्टर की तरह सीमेंट मोर्टार के बजाय प्लास्टर ऑफ पेरिस जो वास्तव में ईंट इकाई के संबंध में कठिन हो सकता है तो एक विशिष्ट परीक्षण यहां दिखाया गया है एक ईंट को यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में रखा जाता है जो कि फ्लैट सॉफ्ट प्लेटों के साथ होती है जिसमें सॉफ्ट एंड प्लेटें होती हैं जो लोड के समान ट्रांसफर में मदद कर रही हैं और जैसा कि आपने देखा कि आप क्रॉस सेक्शन के नेट एरिया का इस्तेमाल करते हैं जब आप विफलता की ताकत का अनुमान लगा रहे होते हैं संपीड़न के तहत ईंट की इसलिए यदि आपके पास छिद्र हैं तो आप शुद्ध क्षेत्र के संबंध में विफलता के तनाव का अनुमान लगाएंगे न कि सकल क्षेत्र का यूनिट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ fb P Anet पी संपीड़न में इकाई की विफलता पर अक्षीय भार एन एनेट यूनिट के क्रॉस सेक्शन का शुद्ध क्षेत्र मिमी 2 और संपीड़न के तहत ठेठ विफलता मोड आपके पास पार्श्व उभड़ा हुआ है और आपके पास ईंटों को छोटे टुकड़ों छोटे स्तंभों में विभाजित करना है और वह तब है जब यह कुचल जाता है तो अक्षीय संपीड़न पार्श्व उभड़ा हुआ है क्योंकि पोइसन का प्रभाव वह तरीका है जिससे आप इन ईंटों में विफलता देखेंगे जहां तक ईंट की ताकत का पदनाम है यह आमतौर पर संपीड़ित ताकत का अनुसरण करता है इसलिए जैसा कि आप बहुत परिचित हैं कंक्रीट के लिए आपके पास एम 20 एम 30 एम 35 और इतने पर जहां कंक्रीट की विशेषता संपीड़ित ताकत कंक्रीट की ताकत को नामित करने के लिए उपयोग की जाती है इसी प्रकार जहाँ तक चिनाई का संबंध है पदनाम चिनाई की औसत संपीड़ित शक्ति से आता है और जहाँ तक आईएस कोड भारतीय मानक का संबंध है हम आम तौर पर चिनाई की ताकत 35 से पूरे रास्ते पर जा रहे हैं जो औसत है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 MPa जितनी 35 MPa है तो आप इस पूरी रेंज को 35 5 75 10 सभी तरह से 35 MPa तक देख सकते हैं मैं इस स्तर पर इंगित करना चाहूंगा कि अप्रमाणित संरचनात्मक टाइपोलॉजी के रूप में चिनाई के उपयोग के लिए कोड इस पूरी श्रृंखला की अनुमति देता है जहाँ तक प्रबलित चिनाई का सवाल है एक सीमा पेश की गई है जिसके लिए आवश्यक है कि ईंट इकाई की ताकत कम से कम 7 MPa हो यदि चिनाई प्रबलित होने वाली है मैं यहीं रुक जाऊंगा